नमस्कार छात्रों इस पाठ्यक्रम के अंतिम भाग में आपका स्वागत है जिसमें हम बैच प्रक्रियाओं हैं हालांकि मैंने विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं किया अधिकांश समय हम ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो समय के संदर्भ में स्थिर हैं या जिनका उद्देश्य समय के साथ चीजों को स्थिर रखना है इस विशेष भाग में हम देखेंगे कि जब बैच प्रक्रियाओं से कैसे अलग है बाद में हम देखेंगे कि जब यह बैच की बात आती है तो विभिन्न प्रकार के नियंत्रण कार्य होते हैं जिन्हें शामिल किया जाना है और हम यह भी देखेंगे कि कैसे वे सतत प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाएंगे जब बैच की बात आती है तो मुख्य चीज जो एक बैच प्रक्रिया में आपके पास एक प्रारंभ और बंद प्रकार का व्यवहार होता हैं उसके कारण आप असतत मात्रा में चीजें बनाते हैं और प्रत्येक बैच सिद्धांत रूप में गणितीय रूप में एक दूसरे से अलग हो सकता है हालांकि कार्यात्मक उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बैच को पिछले के एकदम समान ही दिखना है तभी आपके पास एक सुसंगत उत्पाद होता है जब तक आप अपनी प्रक्रिया में किसी प्रकार का ऑटोमेशन नहीं करते हैं तब तक आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि प्रत्येक बैच जो आप दिन के अलग अलग समय पर बना रहे हैं और विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा संचालित किया जा रहे है वह पूर्ण रूप से समान है यह बैच प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है जिससे आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रत्येक बैच की उत्पादकता और उत्पाद विनिर्देश सुसंगत रहे दूसरा है जैसा कि आप अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं आम तौर पर जब आपके पास बैच प्रक्रिया क्यों है वह इसलिए है आपके पास मौसमी प्रकार का उत्पादन है या आप समान प्रक्रिया संश्लेषण मार्ग का उपयोग करके कई उत्पाद बनाते हैं इसलिए आपको अनेक बार एक ही तरह के रिएक्टरों या पृथक्करण उपकरणों को साझा करना होगा आमतौर पर एक बैच प्रक्रिया में आपको मासिक आधार पर कुछ लक्ष्य दिया जाता है और आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि उस महीने के भीतर आपको अपने बैचों की योजना बनानी होगी जैसे कि आपको विभिन्न उत्पादों A BC की वांछित राशि मिलती है या आप जो भी उपकरण की निर्धारित राशि का उपयोग कर उत्पादन कर रहे हैं वह आम तौर पर ज्ञात होता है उस तरह की समस्या को शेड्यूलिंग समस्या के रूप में जाना जाता है आमतौर पर यह एक नियंत्रित समस्या की तुलना में उच्च स्तरीय समस्या का एक प्रकार है लेकिन बहुत बार शेड्यूलिंग और नियंत्रण के बीच एक अंतः क्रिया होती है अंत में आप संसाधनों की एक न्यूनतम राशि को खर्च करते हुए इन सभी को करना चाहते हैं इसलिए इसमें अनुकूलन भी बनाया गया है इसलिए जब मैं कहता हूं कि जब हम पिछले सप्ताह की ओर देखते हैं तो हमने देखा था कि उन्नत नियंत्रकों का उपयोग कुछ निश्चित आर्थिक प्रदर्शन की अनुकूलन के लिए किया जाता है कुछ समान अनुकूलन आधारित नियंत्रक एक बैच प्रक्रिया के लिए भी मौजूद होंगे बैच प्रक्रिया की तुलना करना चाहते हैं एक सतत प्रक्रिया है अब यहां मैं कह रहा हूं कि इस पूरे पाठ्यक्रम में चीजें स्थिर हैं मैं जो कहना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य उस परिचालन बिंदु पर चीजों को बनाए रखना है कभी कभी इस बिंदु के आस पास मामूली भिन्नताएं होंगी जो इस बात पर निर्भर करता है कि एडवांस कंट्रोलर आपको क्या बता रहा है लेकिन कम या ज्यादा आप जो करने की कोशिश करेंगे वह आप चाहेंगे कि आप आसानी से भेद कर सकते हैं कि 2 अलग अलग बिंदु हैं एक ड्राई पॉइंट में बहुत ही विरली घटनाएं हैं तो यह एक सततप्रक्रिया के लिए है ज्यादातर बार ऑपरेटर एक स्थिर संयंत्र देखता है और उद्देश्य इस नॉमिनल पॉइंट द्वारा तय किए जाते हैं की उपस्थिति में उस सेट बिंदु को बनाए रखने की कोशिश करना था जब यह एक बैच प्रक्रिया है और यह एक परिचालन चरण है आप इन तीन चरणों के सापेक्ष समय के संदर्भ में परिमाण को देख सकते हैं जब वे एक बैच प्रक्रिया हमेशा चीजों को समय के फलन के रूप में बदलती रहती है और इससे नियंत्रण समस्या थोड़ी मुश्किल हो जाती है अब हम क्या करेंगे इस तरह की बैच प्रक्रिया के साथ कैसे संबंधित हैं

पहले भाग को सीक्वेंशियल एनालॉजिक कंट्रोल के रूप में जाना जाता है जैसा कि नाम से पता चलता है यह अनुक्रम और तर्क से संबंधित है यह स्टार्ट अप के अंदर आएंगे उसी तरह यदि आप सतत प्रक्रिया को शामिल करेगा यहाँ केवल खंडन यह है कि इस तरह के नियंत्रित तर्क केवल उन स्टार्ट अप होती है जो है कि A और B को मिलाएं और फिर अभिक्रिया मिश्रण को गर्म करें अभिक्रिया होने के लिए कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें और फिर उत्पाद को निकालना शुरू करें इसलिए उन सभी चीजों को एक बैच प्रक्रिया के तर्क को शामिल किया जाएगा अधिकतर यह एक बायनरी तर्क है इसके साथ ही यह सब कुछ तीन प्रकार की चीजों से संबंधित है एक क्रियाओं का क्रम है जो हमने देखा दूसरी बात यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा इंटरलॉक है सुरक्षा इंटरलॉक का मतलब है आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं वे किसी विशेष प्रक्रिया लोग जो इसके चारों ओर है की सुरक्षा सुनिश्चित करते और इसके साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं और आमतौर पर इसके साथ सुरक्षा अवरोध भी जुड़े होते हैं जब तक उन सुरक्षा शर्तों को संतुष्ट नहीं किया जाता है आप एक कदम से दूसरे तक नहीं जाएंगे ये सभी अनुक्रम उस अनुक्रम के आसपास के तर्क भी सुरक्षा स्थितियों से तय किए जाएंगे कभी कभी प्रक्रिया से संबंधित स्थितियां भी होती हैं कुछ प्रक्रिया इंटरलॉक भी होंगी इसका एक उदाहरण यह होगा कि आप तब तक मिश्रित करना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि किसी विशेष बर्तन के अंदर एक निश्चित स्तर न हो इसलिए आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हम कहते हैं कि यदि आपके पास एक बर्तन है और आप इंपैलर को शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि एक निश्चित न्यूनतम स्तर न हो यह वास्तव में सुरक्षा से संबंधित इंटरलॉक नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया प्रकार का एक इंटरलॉक अधिक है जहां आप यह कहना चाहते हैं कि इंपैलर को शुरू करने का कार्य किया जाना चाहिए केवल तभी जब उस विशिष्ट बर्तन के भीतर पर्याप्त मात्रा में स्तर हो इसी तरह यदि आप उत्पाद को लेना चाहते हैं तो वहां भी समान प्रकार की चीज होगी आप उत्पाद को निकालना शुरू कर देंगे उत्पाद को तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि स्तर एक निश्चित मूल्य या उससे ऊपर न हो तो ये सभी चीजें यह ज्यादातर तर्क के तहत आती हैं और यह एकअनुक्रम से अधिक है इन सभी प्रकार के कार्यों पर विचार किया जाएगा या इस तर्क का हिस्सा होगा जिसे सीक्वेंशियल और लॉजिक कंट्रोल के रूप में जाना जाता है आइए अब हम आपको यह समझाने के लिए कि यह अनुक्रमिक और तर्क कैसे काम करता है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है हम मिश्रण या बैच ब्लेंडिंग का एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं हम एक बैच मिक्सर का उदाहरण लेंगे यह एक मिक्सर है जो 2 धाराओं को मिलाने वाला है एक A है और दूसरा एक B है यह भी एक एजिटेटर के साथ प्रदान किया जाता है और यहां उत्पाद को हटाने का एक रास्ता है जिसे हम AB के रूप में कहेंगे अब मैं आपको समझाता हूं कि यह प्रक्रिया कैसी दिखती है इस प्रक्रिया में यह क्या कहता है इसके लिए पहले ऑपरेटर आइए हम इस पर विचार करें कि यह एकमात्र प्रक्रिया है जिसे आप संचालित करना चाहते हैं इसलिए ऑपरेटर को स्विच शुरू करना होगा यह हैंड स्विच के रूप में जाना जाता है तो ऑपरेटर बटन दबाएगा जब ऑपरेटर बटन दबाता है तो यह विशेष वाल्व VA खुल जाएगा और यह इस विशेष बर्तन में सामग्री डालना शुरू कर देगा और तब तक डालेगा जब तक इस बर्तन के अंदर एक निश्चित मात्रा के स्तर तक ना पहुंच जाए इसे हम LH कहते हैं इसलिए जब तक स्तर LH तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपके पास A का डालना जारी रहेगा एक बार A की पूरी मात्रा डल जाने के बाद उस समय स्तर LH पर होता है आप इस वाल्व को रोक देंगे या इस वाल्व को बंद कर देंगे दूसरा घटक जो B है वह बर्तन में प्रवेश करना शुरू कर देगा फिर से स्तर बढ़ेगा और अब आप A के पूल में B जोड़ रहे हैं और आप इसे मिलाना चाहते हैं इसलिए एजिटेटर को भी चालू कर दिया जाएगा यदि यह एक मोटर है तो जब स्तर LH से ऊपर पहुंच जाता है इस मोटर को भी चालू कर दिया जाएगा और देखो तब तक डालते रहेंगे जब तक कि आपका स्तर एक निश्चित पॉइंट जिसे LHH कहते हैं तक नहीं पहुंच जाता इसलिए जब लेवल LHH पर पहुंचता है तब आपने B और A की आवश्यक मात्रा डाली है सब कुछ मिश्रित कर दिया जाता है और अब आप शुरू करेंगे अब हम उत्पाद निकालना शुरू करेंगे यह तीसरा वाल्व चलिए मैं इन सभी वाल्व के नाम देता हूं तो यह VA वाल्व के रूप में जाना जाता है यह VB वाल्व है यह मोटर है और यह VC वाल्व है जब स्तर LHH तक पहुंच जाता है तो आप VB वाल्व कर देंगे आप Vcवाल्व खोलेंगे ताकि उत्पाद को हटाया जा सके और उत्पाद को हटाते समय आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अभी भी A और B मिश्रण है मोटर उस समय के दौरान भी चलता रहेगा और उत्पाद तब तक निकाला जाएगा जब तक कि इस तरह अपने न्यूनतम मूल्य LL पर नहीं पहुंच जाता जब स्तर LL तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि आपने पूरे उत्पाद को हटा दिया है वाल्व VC बंद हो जाएगा और साथ ही एजिटेटर हमेशा न्यूनतम स्तर से नीचे रहे तो वह प्रक्रिया है आइये देखते हैं कैसे आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में बहुत सारे चरण हैं यह कुछ तर्क के साथ साथ इस बात के संदर्भ में भी है कि आपको किसी विशेष घटक को किस बिंदु पर जोड़ा जाना चाहिए और फिर किस समय कौन सी दो चीजें एक साथ होनी चाहिए उदाहरण के लिए B के साथ साथ मोटर क्या चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए जैसे कि VA और VB एक ही समय में खुले नहीं होने चाहिए ये सब चीजें हैं आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं नियंत्रक कैसे सुनिश्चित करेगा कि सभी चीजें सही क्रम में चल रही हैं यह सीक्वेंशियल एनालॉजिक कंट्रोल का हिस्सा होगा उसके लिए प्रक्रिया को जिस चीज की जरूरत होती है वह है सिस्टम से कुछ इनपुट इस प्रणाली के लिए तीन चीजें हैं जो क्या किया जाना है तय करने के लिए चाहिए नियंत्रक को जानना आवश्यक है नियंत्रक के लिए इनपुट प्रक्रिया की स्थिति हैं तो किन चीजों से मुझे स्थिति मिलेगी टैंक के अंदर का स्तर क्या है वह LHH है चाहे वह LHया LL आमतौर पर इनमें से हर एक 0 और 1 के बाइनरी सिग्नल के साथ जुड़ा होता है तो यह मुझे बताएगा कि यदि LHH 0 है इसका मतलब है कि स्तर LHHसे नीचे है जब LHH 1 जिसका अर्थ है कि स्तर LHH तक पहुँच गया है इसी तरह LL या LHके लिए वे 3 चीजें हैं जो मुझे बताएंगी कि मेरा स्तर कहां है हम कहते हैं कि अगर LL 1 है LH 1 है और LHH 0 है कि इसका मतलब है मैं LL के ऊपर हूँ LH के ऊपर और LHH के नीचे तो मैं कहीं यहाँ हूँ इस तरह इन 3 टैगों का उपयोग करने से आपके नियंत्रक को पता चल जाएगा कि वास्तव में आपकी प्रक्रिया कहां है और 4 चीजें हैं जिन्हें नियंत्रक नियंत्रित करेगा नियंत्रण से आउटपुट वे चीजें होंगी जिन्हें आप इस प्रक्रिया में मैनिपुलेट कर सकते हैं जो कि वाल्व VA VB VC और यह मिक्सर M यह मोटर M ताकि वाल्व को खोला या बंद किया जा सके और मोटर को बंद या चालू किया जा सके और सफलता के लिए हम विचार करेंगे कि ये वाल्व चालू और बंद प्रकार के वाल्व हैं जब मैं कहता हूं कि VA 0 है जिसका अर्थ है कि एक वाल्व बंद है जब VA 1 है तो वाल्व खुला है यह आवश्यक नहीं है कि यह मामला होना चाहिए आपके पास एक ऐसा वाल्व भी हो सकता है जो एक निश्चित प्रतिशत से खुलता है लेकिन सरलता के लिए मैं यह मानता हूं कि ये सभी वाल्व भी बायनरी हैं और मोटर भी एक तरह से बायनरी है चाहे वह चालू या बंद हो इसे शामिल करने के लिए पहली बात यह है कि आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपको अनुक्रमिक और तर्क आरेख या अनुक्रमिक कार्यात्मक चार्ट को बनाने की आवश्यकता है जो आपको बताता है कि किस प्रकार के कार्य हैं जो क्रमिक रूप से होने जा रहे हैं समानांतर रूप से क्या क्रियाएं होने वाली हैं प्रक्रिया के अंदर अलग अलग चरण क्या हैं आइए हम देखें कि इस प्रणाली के लिए इस तरह के आरेख को कैसे खींचा जा सकता है यहां इस विशेष प्रणाली के लिए एक अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट है और आप देख सकते हैं कि यह इस बिंदु से शुरू होता है जहां एक पुश बटन है जिसे ऑपरेटर दबाने जा रहा है जब ऑपरेटर इस हैंड स्विच HS को धक्का देता है तो 1 वह मान होता है जो नियंत्रक के पास जाता है और जब मूल्य 1 होता है तो यह वाल्व VA को खोल देगा इसलिए जब यह वाल्व VA खोलता है तो यह टैंक में सामग्री A भरना शुरू कर देगा टैंक के अंदर का स्तर बढ़ता रहेगा और जब स्तर LH के मूल्य तक पहुंच जाएगा उस समय दो चीजें होने जा रही हैं यही कारण है कि इसके बाद समानांतर पटरियों के रूप में दिखाया गया है एक आप B को भरना शुरू कर देंगे इसके लिए आपको वाल्व A को बंद करना होगा और आपको वाल्व B को खोलना होगा और समानांतर रूप से आपको एजिटेटर को शुरू करना होगा मोटर भी चालू हो जाएगी तो ये 2 चीजें समानांतर चलेंगी इस बाईं ओर के मेहराब के भीतर जब स्तर LHH तक पहुंच जाता है उस समय आप निर्वहन शुरू कर देंगे इसलिए आपको वाल्व VB को बंद करना होगा और वाल्व Vc खोलना होगा जबकि मिक्सर के संदर्भ में कोई स्थिति नहीं है मिक्सर के लिए स्थिति का कोई परिवर्तन नहीं जब स्तर LHHपर है क्योंकि आप भले ही उत्पाद को निकाल रहे हैं आपको मिश्रण करना जारी रखना है और जब स्तर LL तक पहुँचता है आप फिर से इन 2 लाइनों का अभिसरण करेंगे जब स्तर LL तक पहुंच जाता है उस समय आपको ऑपरेशन रोकना होगा इसका मतलब है कि आप उत्पाद वाल्व VCको बंद कर देंगे मोटर बंद कर देंगे और जो सिग्नल 0 पर वापस जाएगा इसका मतलब है कि प्रक्रिया बंद हो गई है और यह तब तक वापस चलेगा जब तक आप धक्का नहीं देते जब तक कि ऑपरेटर इस बटन को धक्का नहीं देता 1आगे नहीं जाएगा और प्रक्रिया फिर से शुरू नहीं होगी इस तरह से आप इस तरह के सिस्टम के लिए एक अनुक्रमिक कार्यात्मक चार्ट बना सकते हैं वास्तविक नियंत्रक या हार्डवेयर में इसे शामिल करने के लिए हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का उपयोग करते हैं जिसे आमतौर पर PLC के रूप में भी जाना जाता है तो यह PLC वांछित बाइनरी ऑपरेशंस को निष्पादित करेगा ये सभी अनुक्रम सिग्नल्स पर आधारित होते हैं जो इस प्रक्रिया से आते हैं जैसे कि आपको ये इनपुट टंकी के अंदर के स्तर के बारे में मिल रहे हैं और तदनुसार यह इन अलग अलग वाल्वों को सिग्नल देगा और जो एक प्रक्रिया में निष्पादित होंगे यहां मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादातर बायनरी तर्क हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है आजकल ये PLC नियंत्रण कानून की गणना के संदर्भ में गैर बाइनरी संचालन को भी निष्पादित कर सकते हैं PID नियंत्रक PLC के साथ भी लागू किए जा सकते हैं आइए अब देखते हैं कि क्या आप वास्तव में इसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल में शामिल करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तर्क जो इस PLC नियंत्रक का उपयोग करता है उसे लैडर लॉजिक के रूप में जाना जाता है यह लैडर लॉजिक का उपयोग करता है और यह अनिवार्य रूप से एक सीढ़ी है आप सभी जानते हैं कि सीढ़ी क्या होती है और सीढ़ी के अलग अलग हिस्से होते हैं सीढ़ी के प्रत्येक चरण को एक पायदान में एक निश्चित तर्क या उससे जुड़ा कदम होगा यदि आप कहते हैं कि इन पंक्तियों को 1 2 3 4 के रूप में गिना जाता है तो उन पंक्तियों में से प्रत्येक में एक निश्चित कोड होगा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंत में आउटपुट होगा आउटपुट इस पंक्ति के अंत में होगा और उस विशेष प्रणाली के विभिन्न वेरिएबल के संबंध में कुछ शर्तें होंगी 2 बुनियादी प्रकार के तर्क क्रियाएं हैं जो वहां की जाती हैं एक ऐसी चीज है जिसे सामान्य रूप से खुले संपर्क के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है कि जब तक यह विशेष वैरिएबल मान 1 नहीं बन जाता है यह रेखा जुड़ी नहीं होंगी यह लाइन एक बाइनरी या वैरिएबल मान 0 के लिए खुली रहेगी इसलिए जब आपके पास सामान्य रूप से खुला संपर्क होता है यदि कोई टैग 0 है तो वह खुला है यदि टैग 1 है तो यह बंद हो गया है और विचार यह है कि यदि यह विशेष चीज बंद हो गई है तो यह आउटपुट 1 हो जाएगा यदि पूरी चीज बंद हो गई है और यदि कुछ असतत है और इस लाइन के अंदर सब कुछ बंद नहीं है तो आउटपुट 0 होगा इस तरह किसी भी कार्रवाई को एक पायदान से दूसरे तक जाएगा जब तक यह अंत तक नहीं पहुंचता एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के अंदर कुछ 1000 2000 पंक्तियाँ हो सकती हैं PLC के प्रत्येक निष्पादन के दौरान यह इन सभी चरणों से गुजरेगा और फिर वापस आ जाएगा और आपकी जानकारी के लिए आमतौर पर चक्र का समय कुछ मिलीसेकंड के बारे में होता है आप देख सकते हैं कि ये क्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं इन विभिन्न प्रकारों के निष्पादन में बहुत तेज़ी आती है और आमतौर पर इस PLC नियंत्रकों की चक्र आवृत्ति मिलीसेकंड के क्रम की होती है और आपको लगता है कि ये चरण आम तौर पर एक सिंगल PLC में हजारों की संख्या में होते हैं आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि इन PLC का उपयोग इस विशेष बैच ब्लेंडर के लिए अनुक्रमिक और तर्क नियंत्रण को शामिल करने के लिए कैसे किया जा सकता है हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और जब हम वापस आएंगे मैं वास्तव में आपको सिम्युलेटर पर दिखाऊंगा कि यह कैसे किया जा सकता है यह एक मुफ्त रूप से उपलब्ध सिम्युलेटर है मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं और हम देखेंगे कि इस सरल उदाहरण के लिए इसे कैसे लागू किया जा सकता है हम यहां एक छोटा ब्रेक लेंगे धन्यवाद